हमने लगातार इनपुट के लिए पहले ऑर्डर सर्किट की प्रतिक्रिया का काफी तेजी से विश्लेषण किया है तो अब किसी भी अरबिटरी पहले क्रम सर्किट औरपिस वाइज कांस्टेंट के अनुसार निरंतर इनपुट के लिए आप प्रतिक्रिया पा सकते हैं कुछ मनमानेअरबिटरी समय पर निर्भर सिग्नल के लिए प्रतिक्रिया खोजना काफी कठिन है तोहमने कुछ ऐसी चीज़ से शुरुआत की है जो स्थिर है अब हम उस चीज़ पर जाएंगे जो थोड़ी अधिक जटिल है तोमान लीजिए कि मैं पहले इस सर्किट का उपयोग करूंगा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं फिर इस मामले में मैं इनपुट के रूप में एक एक्सपोनेंशियल का उपयोग करूंगा और इसका उपयोग करने के कुछ कारण हैंआप पाएंगे कि किसी भी इनपुट को एक्सपोनेंशियल के योग के विभिन्न मूल्यों के साथ एक्सपोनेंशियल के किसी भी इंटीग्रल में विघटित किया जा सकता है छात्र तो आप इसमें शामिल नहीं होंगेआप यह मान सकते हैं कि अभी के लिए आप नेटवर्क सेंस सिस्टम जैसे पाठ्यक्रम में विवरण देखेंगे आप के लिए अब कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास पहला ऑर्डर सिस्टम हो यह एक घातीय आउटपुट देता है और आपने इसे दूसरे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में फीड किया है इसलिए हम इसका अध्ययन करते हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो इस स्थिति में यदि हम अवकल समीकरण लिखते हैं तो हमें V c के मान को परिभाषित प्राप्त किया हैजो इसे संतुष्ट करेगा और हम मानते हैं कि हम इसे 0 से अधिक t के लिए हल करते हैं तोहम इसके लिए हल करने के बारे में कैसे जाएंगेइसलिए कोई अन्य एकीकृत कारक नहीं है जो मूल रूप से अनिवार्य रूप से समाधान है जो आपके पिछले अनुभव के आधार पर उलझा हुआ है इसलिए आप जानते हैं कि यदि इनपुट स्पष्ट फंक्शन है तो समाधान उसी का होगा आइए हम साधारण माइनर काम करते हैं जैसे हमने इस कोर्स में कैसे किया है जो कि इसी तरह मैंने निरंतर इनपुट को भी हल किया जब जब मेरे पास कांस्टेंट इनपुट होगा तब मैं वेरिएबल बदल रहा हूँ तो आइए हम यह करने की कोशिश करें कि सबसे पहले करने की कोशिश करने वाली सरल चीज है इसलिए कृपया इसे Vc1 के संदर्भ में फिर से लिखें और इसकी तुलना करें जो मुझे प्राप्त होता है हमें R C d V c 1 by d t V c 1 के बराबर मिलता है S C R V p exponential s t हमें एक होमोजेनियस एक्वेशन नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे इसे S C R से गुणा किया जाता है और इसे एक से गुणा किया जाता है जो हमें R C मिलता है कि यह सिर्फ एक लीनियर ऑपरेटर है मैं इसे उस डेरीवेटिव के अंदर रखूंगा और फिर यहां भी मुझे यह मिलता है तो अब यह नया वेरिएबल यह कहेगा कि V c 2 यदि आप चाहते हैं कि V c 2 का हल क्या है V c 2 0 है V c 2 कुछ कांस्टेंट × एक्सपोनेंशियल है t by R C तो अब से यह Vc के लिए समाधान ढूंढता है यह वही है जो मैं चाहता हूं कि बस सभी वेरिएबल को प्रतिस्थापित करें और इसे केवल इस संदर्भ में ढूंढें कि यह इन दोनों के रूप में कुछ मूर्खतापूर्ण है और दाहिने हाथ की ओर 0 होना है जो कि है समाधान विद्यार्थी V c 2 0 एक्सपोनेंशियल t by R C S C R × V c V c 1के समान है यह Vc अपने आप में और कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या है विद्यार्थी V c ऑफ़ t V p एक्सपोनेंशियल s t V c 2 0 एक्सपोनेंशियल t बटा R C को S C R 1 से विभाजित के समान है ठीक है अब आप इसे हल्के ढंग से अलग तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं इसलिए इस Vc2 0 मेरा मतलब Vc2 में कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय इसके कि यह एक मध्यवर्ती वेरिएबल था जो हमें इसे हल करते समय मिला था तो यह कुछ स्थिर है इसलिए आप इसे सामान्य रूप से V p एक्सपोनेंशियल st by SCR 1 कुछ कांस्टेंट × एक्सपोनेंशियल t RC द्वारा सामान्य रूप से लिख सकते हैं चाहे आप इसे इस तरह रखें या इस तरह से इस स्थिरांक को आरंभिक स्थितियां के द्वारा खोजना होगा तो आपको बता दें किउनका कैपेसिटर वैल्यू t के बराबर 0 को आप t के बराबर 0 को प्रतिस्थापित करता है और फिर उस तरह से खोजता है इसलिए मैं बस कुछ V0 या ऐसा कुछ कहूंगा तो इसे प्रारंभिक स्थितियों से खोजना होगा आप इसे इस तरह रख सकते हैं या इस तरह यह स्थिरांक की सही परिभाषा है जो मैं यहां इंगित करना चाहता हूं वह प्रतिक्रिया सांख्यिकीय प्रतिक्रिया या ध्रुव प्रतिक्रिया के लिए क्या है या विशेष समाधान और यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है सर्किट की प्राकृतिक प्रतिक्रिया हमेशा एक ही रहती है केवल एक चीज यहकेफीसिएंट बदल जाएगी जिस तरह से यह केफीसिएंट भी निर्भर करेगा आप किस मजबूर इनपुट को लागू करते हैं इसे फोर्सिंग फ़ंक्शन के रूप में जाना जाता है क्योंकियदि आप Vc के 0 को कुछ मूल्य के बराबर प्रतिस्थापित करते हैं जो V0 के इस मूल्य को समायोजित करने के लिए s पर भी निर्भर करना पड़ेगा तो कहीं कुछ पूर्ण टिप्पणी नहीं होगी उदाहरण के लिए यदि V c का 0 अगर 0 था तो मुझे V p एक्सपोनेंशियल 0 मिलेगा जो कि केवल V p है और यह मान V c 2 0 होगा V p इसे 0 के बराबर बनाने के लिए कांस्टेंट Vp 1SC द्वारा विभाजित होगा तो यह कांस्टेंट स्वयं उस इनपुट पर निर्भर करता है जिसे आप लागू करते हैं यह किसी भी इनपुट के लिए समान नहीं है और यह 0 इनपुट के लिए भी अंतर होगा जो कि कपैसिटर का इनिशियल वोल्टेज होगा तो यह कैपेसिटर के इनिशियल वोल्टेज और फोर्सिंग फ़ंक्शन पर भी निर्भर करेगा इसलिए प्राकृतिक प्रतिक्रिया इनपुट पर निर्भर करती है स्टेटिस्टिक रिस्पांस केवल इनपुट पर निर्भर करती है जो कि स्टेटिस्टिक रिस्पांस की परिभाषा है अब किसी भी स्थिर सर्किट के लिए हमारे पास यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया समय के साथ समाप्त हो जाएगी और आपके पास केवल स्टेटिस्टिक रिस्पांस होगी तोयह समाधान स्पष्ट रूप से मान्य नहीं है जब 1 S C R 0 होता है तो आप मुझे बताएं कि क्या हो सकता है लेकिन क्या आपको कोई दिलचस्प समाधान मिलता है आप क्या कर सकते हैं कि आप लिमिट 1S C R टेंड्स टू जीरो लेते हैं आप किसी अन्य चर पर परिभाषित करेंगे कुछ डेल्टा 1 एससी आर के बराबर है और फिर हर जगह आपके पास डेल्टा के साथ उपयुक्त मैपिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और फिर आप इस सीमा को बहुत ही सरल कदम उठाते हैं आपको सीमाओं का उपयोग करना होगा और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा तो स्पष्ट रूप से इसका × मान्य नहीं है जब s 1 SCR के बराबर है इसका क्या अर्थ है क्या कंडीशन SCR 1 0 के बराबर है तो इसका क्या अर्थ है यदि आप उत्तेजित करते हैं और RC सर्किट एक के साथ एक्सपोनेंशियल जो RC सर्किट की प्राकृतिक प्रतिक्रिया के समान हैआपको कुछ अजीब मिलेगा तो वह यह नहीं है कि SCR 1 वैल्यू 0 के बराबर है इसका मतलब है कि यह और फोर्सिंग फंक्शन Vp एक्सपोनेंशियल है टी R C एक्सपोनेंशियल t R C भी इस सिस्टम की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है इसलिए जब आप R C सर्किट को सामान्य रूप से किसी भी सर्किट में एक एक्सपोनेंशियल के साथ उत्तेजित करते हैं जो कि प्राकृतिक प्रतिक्रिया के समान है तो आपको थोड़ा अलग समाधान मिलेगा तो आपके पास स्टेटिस्टिक्स या फाॅर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस है जो आपके पास हमेशा होती है एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इनपुट एक एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल है तो फाॅर्स रिस्पांस भी एक एक्सपोनेंशियल है है ना फाॅर्स रिस्पांस क्या है यह कुछ है यह पूरी बात कुछ स्थिर है हम इसे Vp × एक्सपोनेंशियल सेंट लागू करते हैं जो हमें मिल रहा है वह S C R 1 द्वारा कुछ अन्य स्थिर Vp हो सकता है यह Vp से थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन बात यह है कि यदि आपके पास एक्सपोनेंशियल st फाॅर्स फंक्शन के रूप में सांख्यिकीय प्रतिक्रिया भी एक्सपोनेंशियल s t है तोयह किसी भी रैखिक प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है तो यह काम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल या तो इस रैखिक प्रणालियों के वैक्टर हैं जिन्हें मैं संक्षेप में समझा सकता हूं इसका क्या अर्थ है कि यदि आप कहीं एक वेक्टर को रूपांतरित करते हैं तो मान लें कि मैट्रिक्स का उपयोग करके आपको एक और वेक्टर मिलेगा अब फिर से एक वेक्टर्स के मैट्रिक्स वे वेक्टर्स होते हैं जिनके लिए परिवर्तन केवल परिमाण में होता है दिशा में नहीं इसी तरह यहां यदि आपके पास एक्सपोनेंशियल s t है तो केवल इसके परिमाण में हेरफेर किया जाता है मेरा मतलब है कि यह कोई अन्य कार्य नहीं है जैसे नेटवर्क और सिस्टम आधारित होंगे इसका बड़ा हिस्सा इस एक्सपोनेंशियल s t पर आधारित होगा जो मैं कर सकता हूं इसका वेक्टर इसलिए यह बहुत बहुत उपयोगी है तो इस विचार को मिलाकर कि एक्सपोनेंशियल s t और फाॅर्स रिस्पांस के संदर्भ में किसी भी इनपुट को विघटित कर सकते हैं आप जानते हैं कि स्क्वायर वेव कुछ साइन वेव थे एक्सपोनेंशियल रिस्पांस समान आवृत्ति पर हार्मोनिक तरंग 1 किलो स्क्वायर वेव 1 किलो हर्ट्ज़ 2 और 3 वगैरह पर एक ज्या होगी तो इसी तरह इसे किसी भी सिग्नल में सामान्यीकृत किया जा सकता है जिसे एक्सपोनेंशियल के कुछ रैखिक संयोजन के रूप में दर्शाया जा रहा है क्योंकि सभी साइनसॉइडल भी एक्स के साथ एक्सपोनेंशियल तरंग है तो उन दोनों के साथ आप इस प्रणाली के इस गेनेरलीज़ेड एनालिसिस के साथ आ सकते हैं किसी भी इनपुट के लिए आप आउटपुट का उपयोग करने में सक्षम होंगे जिसे आप यहां नहीं पाएंगेआप उस पाठ्यक्रम को देखेंगे तोअबहमने निरंतर इनपुट के लिए पहला ऑर्डर सर्किट हल किया है और कारण के एक एक्सपोनेंशियल इनपुट के लिए ये दोनों अलग अलग मामले नहीं हैं यदि मैं 0 के बराबर डालता हूं तो मुझे अन्य 1 मिलता है जो कि अगर मैं बराबर डालता हूं तो यह बहुत स्पष्ट है 0 यह तल 1 हो जाएगा और मेरे पास Vp और Vo एक्सपोनेंशियल t by RC है इसलिए कांस्टेंट भी एक्सपोनेंशियल है फ्रीक्वेंसी की तरह फ्रीक्वेंसी 0 यह ठीक है जैसे यहां c R ओमेगा t ओमेगा साइनसॉइड की फ्रीक्वेंसी हैं तोयह एक्सपोनेंशियल s t s फ्रीक्वेंसी एक बड़े मान s का अर्थ है कि एक्सपोनेंशियल बहुत तेज़ी से बदलता है चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव यदि नेगेटिव क्षय बहुत तेज़ी से होता है यदि यह पॉजिटिव और बड़ा है तो यह बहुत तेज़ी से उड़ेगा यदि s का मान फिर से बहुत छोटा है चाहे सकारात्मक या नकारात्मक यह या तो क्षय होगा बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे पालना होता है और वेड्स 0 होता है यह नहीं बदलेगा और इस प्रकार ओमेगा टी ओमेगा 0 नहीं बदलता है तो यहां से 1 लेने की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहला ऑर्डर लीनियर सिस्टम किया है लेकिन यह किसी भी रैखिक प्रणाली के बारे में सच है इसलिए यदि आपके पास दूसरा ऑर्डर तीसरा ऑर्डर सर्किट है तो भी सच हो विशेष रूप से पता लगाएं कि पहला ऑर्डर क्या है